नमस्कार विद्यार्थियों तो पिछली कक्षा में हमने दी गई वक्र 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 के लिए एक बिंदु P पर यूनिट स्पर्श सदिश और नॉर्मल तल के समीकरण विषय के बारे में जाना और नॉर्मल तल की हमारी समीकरण इस प्रकार है 𝑅⃗⃗ − 𝑟⃗ 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 0 यह ⃗0⃗ सदिश नहीं है क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हमेशा एक अदिश मूल्य देता है अब मैं अब इसकी समीकरण को कार्तीय निर्देशांक प्रणाली के अनुसार भी लिख सकती हूं तो मैं इसे कैसे करने जा रही हूं

तो मैं इसे कुछ इस तरह से लूंगी 𝑋 − 𝑥 𝑑𝑥 𝑑𝑡 𝑌 − 𝑦 𝑑𝑦 𝑑𝑡 𝑍 − 𝑧 𝑑𝑧 𝑑𝑡 0 तोयह एक आसान डॉट प्रोडक्ट का सूत्र है तो यह दिए गए वक्र 𝑟⃗ 𝑓⃗𝑡 पर बिंदु P पर नॉर्मल तल की हमारी मनचाही समीकरण है तोआइए हम कुछ उदाहरणों पर काम करते हैं ताकि यह चीजें और साफ हो सके तो हमारे पास अंतरिक्ष वक्र दी गई है हम वही उदाहरण लेते हैं 𝑥 𝑡 𝑦 𝑡 2 𝑧 2 3 𝑡 3 तो यहां पर हमें नॉर्मल तल की समीकरण को ज्ञात करना होगा तो बेशक हम लिख सकते हैं 𝑟⃗ 𝑥𝑖̂ 𝑦𝑗̂ 𝑧𝑘̂ जहां पर यह सब चरराशि t के फंक्शन हैं

तो यहां पर हम डिफरेंटशिएट नहीं कर रहे केवल वक्र की समीकरण को लिख रहे हैं तो मुझे पहले वक्र की समीकरण को लेने दीजिए तो यह मूल रूप से 𝑡 2 और 2 3 𝑡 3 है तो यहां पर हम 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 𝑖̂ 2𝑡𝑗̂ 2𝑡 2𝑘̂ लिख सकते है तो यह 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 हमारा मनचाहा स्पर्श सदिश है अब यहां से हम नॉर्मल तल की समीकरण को सदिश रूप में लिख सकते हैं

तो सबसे पहले हम इस चीज को यहां पर लिखेंगे तो यह 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 के साथ डॉट प्रोडक्ट है 𝑅⃗⃗ − 𝑟⃗ 12𝑡 2𝑡 2 0 और फिर यहां पर हम एक बिंदु चुन सकते हैं जहां पर हम नॉर्मल सदिश को ज्ञात करना चाहते हैं तो मान लीजिए 𝑡 1 के लिए बिंदु 11 2 3 होगा तो आइए बिंदु t1 के लिए नॉर्मल तल को ज्ञात करते हैं तो बिंदु 𝑡 1 पर बिंदु P 11 2 3 होगा तो मैं यहां इसे𝑋 𝑌 𝑍 − 11 2 3 122 0 लिख सकती हूं तो फिर यहां से मैं 𝑋 − 1 2𝑌 − 1 2 𝑍 − 2 3 0 लिख सकती हूं तो यह सभी बड़े अक्षरों मे है तो यह मूल रूप से 𝑡 1 पर नॉर्मल तल की समीकरण है तो 𝑡 1 पर बिंदु 11 2 3 कुछ इस प्रकार होगा और डेरिवेटिव 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 मूल रूप से 122 है तो सिर्फ डॉट प्रोडक्ट लीजिए और यह आपको नॉर्मल तल का मनचाही समीकरण देगा तो इसको ज्ञात करना बहुत मुश्किल नहीं है हम इसे यहीं पर छोड़ सकते हैं या हम इसे का कार्टीजन निर्देशांक प्रणाली के रूप में भी व्यक्त कर सकते हैं तो यह आप पर निर्भर है तो इस तरह से हम किसी भी बिंदु P पर नॉर्मल तल को ज्ञात कर सकते हैं अब आगे यूनिट स्पर्श सदिश की तरह हम यूनिट नॉर्मलऔर बायनॉर्मल की और बढ़ेंगे तो इन सब चीजों से हमारा क्या अभिप्राय है तो इसका मतलब है कि हम धीरे धीरे सेरिट फ्रेंनेट सूत्र की तरफ बढ़ रहे हैं तो सबसे पहले हमें यूनिट स्पर्श सदिश के बारे में पता है तो हम जानते हैं यूनिट स्पर्श सदिश जोके 𝑡̂ द्वारा दर्शाया जाता है और हमने यह आपको बताया था या हम जानते हैं कि अगर 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑠 हमारे पास चापलंब के रूप में कोई वक्र है तो फिर 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑠 𝑡̂ है और 𝑡̂ एक यूनिट सदिश या यूनिट स्पर्श सदिश है और हम जानते हैं कि यह 𝑅⃗⃗ − 𝑟⃗ × 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 स्पर्श तल का समीकरण है तो 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 को 𝑡̂ के साथ बदला जा सकता है क्योंकि हम 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑡 को उसके परिमाण के साथ विभाजित करते हैं और फिर इसे दाहिनी हाथ पर गुना कर देते हैं तो इससे हमें 0 मिलता है तो अंततः हमारे पास वहां पर 𝑡̂ भी होगा तो यह बहुत ही उलझता हुआ नहीं है और अब आगे हम यूनिट नॉर्मल की व्याख्या करेंगे तो यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल तो हमारे पास नॉर्मल तल या नॉर्मल है अब हम यूनिट नॉर्मल 𝑛̂ के बारे में बात कर रहे हैं तो यहां पर एक छोटा सा बयान है तो बयान कुछ इस प्रकार से है मान लीजिए t की लंबाई स्थाई है हम इसे ऐसे भी कैसे कह सकते हैं कि इकाई स्पर्श सदिश मे स्पर्श की लंबाई स्थाई है फिर उस मामले में 𝑑𝑡 𝑑𝑠 का डेरिवेटिव 0 होगा और अगर यह 0 नहीं है फिर उस मामले में 𝑑𝑡 𝑑𝑠 t पर परपेंडिकुलर होगा तोअगर यह 𝑑𝑡 𝑑𝑠 t का डेरिवेटिव s के संदर्भ से अगर यह 0 नहीं है फिर उस मामले में यह t पर परपेंडिकुलर होगा और इसलिए यह बिंदु P पर नॉर्मल होगा तो आप के पास एक स्पर्श सदिश है और अगर हम स्पर्श सदिश को डिफरेंटशिएट करें और अगर 𝑑𝑡 𝑑𝑠 ≠ 0 फिर यह 𝑑𝑡 𝑑𝑠 असल में स्पर्श सदिश t के बिंदु P पर परपेंडिकुलर होगा तो हमारा इसके साथ क्या अभिप्राय है आइए मुझे इसे एक बयान के रूप में लिख लेने दीजिए तो जैसे के t की लंबाई स्थाई है अगर इसका डेरिवेटिव 𝑑𝑡 𝑑𝑠 0 नहीं है तो यह पक्का t पर परपेंडिकुलर होगा और इसलिएयह वक्र पर बिंदु P पर नॉर्मल होगा तो अगर यह 0 नहीं है तो फिर उस मामले में यह 𝑑𝑡 𝑑s दिए गए बिंदु P पर स्पर्श 𝑡̂ पर या यूनिट स्पर्श सदिशपरपेंडिकुलर होगा और एक निर्देशित रेखा P में से 𝑑𝑡 𝑑𝑠 की दिशा में वक्र के एक बिंदु P पर प्रिंसिपल नॉर्मल कहलाती है तो इसका मतलब अगर 𝑑𝑡 𝑑𝑠 ≠ 0 है तो फिर यह वक्र पर बिंदु P पर और निर्देशित रेखा P में से पर परपेंडिकुलर होगा तो अगर आप के पास P मे से एक निर्देशित रेखा है 𝑑𝑡 𝑑𝑠 की दिशा में तो फिर वह निर्देशित रेखा प्रिंसिपल नॉर्मल कहलाती है तोअगर 𝑛̂ एक यूनिट सदिश है तो हमारे पास एक छोटा सा सूत्र है तोअगर 𝑛̂ प्रिंसिपल नॉर्मल मान लीजिए 𝑛⃗⃗ की दिशा में एक यूनिट सदिश है तो फिर हम इसे 𝑑𝑡 𝑑𝑠 𝜅𝑛̂ लिख सकते हैं तो यह मूल रूप से कापा है तो आपने देखा के 𝑛̂ मूल रूप से 𝑑𝑡 𝑑𝑠 की दिशा में एक यूनिट सदिश है और यह 𝑑𝑡 𝑑𝑠 𝜅𝑛̂ और इसका मतलब यह दोनों आपस में समानांतर है इसका मतलब 𝑛̂ 𝑑𝑡 𝑑𝑠 की दिशा में है और यह 𝑛̂ यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल कहलाता है तोयहां पर जहां 𝜅 एक गैर नकारात्मक अदिश है और 𝑛̂ यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल कहलाता है और कापा वक्र की बिंदु P पर वक्रता कहलाता है तो यह असल में K नहीं है यह कापा हैयह कापा एक तरह से इसकी सुडोल धारणा है तो मैं आप पर छोड़ती हूं कि आप इसको किस तरह से बताना चाहते हैं परंतु यह असल में कापा है तो कापा असल में वक्र की बिंदु P पर वक्रता है और 𝑑𝑡 𝑑𝑠 𝜅𝑛̂ आपका 𝑑𝑡 𝑑𝑠 के लिए मन चाहा सूत्र है और इस तरह से यह यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल 𝑑𝑡 𝑑𝑠 के साथ संबंधित है तो यहां पर हम देख सकते हैं कि यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल और 𝑑𝑡 𝑑𝑠 की दिशा एक है और अगर 𝑑𝑡 𝑑𝑠 वक्र के ऊपर दिए गए बिंदु P पर परपेंडिकुलर है तो फिर उस मामले में 𝑛̂ भी असल में वक्र पर बिंदु P पर परपेंडिकुलर होगा और यह एक यूनिट सदिश है तो यह मूल रूप से यूनिट प्रिंसिपल नॉरमल है और यह कापा वक्र का बिंदु P पर वक्रता है तो मूल रूप से हमने स्पर्श सदिशइकाई स्पर्श सदिश और यूनिट प्रिंसिपल के बारे में जाना अबहम यूनिट बायनॉर्मल लिख सकते हैं तो हम स्पर्श सदिश और नॉर्मल जानते हैं और अब हम यूनिट बाय नॉर्मल के बारे में भी जानेंगे तो अब हम एक और यूनिट सदिश 𝑏̂ की व्याख्या करेंगे जो कुछ इस प्रकार है 𝑏̂ 𝑡̂× 𝑛̂ जहां पर 𝑏̂ 𝑛̂ और 𝑡̂ ऑर्थोगनल यूनिट वेक्टर्स की दाहिनी हाथ की प्रणाली को बनाते हैं तोइसका मतलब अगर हमारे पास यह x है यह y है और यह z है और मान लीजिए कि यह मेरी वक्र है तो फिर उस मामले में और मान लीजिए यह मेरा बिंदु P है तो मैं इसे कुछ ऐसे लिख सकती हूं जैसे कि मैं चित्र बनाने में बहुत अच्छी नहीं हूं तो इस दिशा में यह हमारा 𝑡̂ है यह हमारा 𝑛̂ हो सकता है और मान लीजिए यह 𝑏̂ है तो 𝑏̂ 𝑡̂ और 𝑛̂ तो यह मूल रूप से हमारा दाहिनी हाथ का ऑर्थोगनल यूनिट सदिश है तो इस तरह से 𝑏̂ 𝑡̂ और 𝑛̂ आपस में जुड़े हुए हैं अब इसे औपचारिक रूप से व्यक्त कर लेने दीजिए मैं एक निर्देशित रेखा लिख रही हूं एक निर्देशित रेखा 𝑏̂ की दिशा में P में से वक्र के बिंदु P पर बाय नॉर्मल कहलाती है तो𝑏̂ को हम यूनिट बाय नॉर्मल कह सकते हैं तो𝑏̂ एक यूनिट सदिश है और यह इस दिशा में है तो कोई भी निर्देशित रेखा बिंदु P में से 𝑏̂ की दिशा में बायनॉर्मल कहलाती है और फिर 𝑏̂ यूनिट बायनॉरमल कहलाती है तो इसका मतलब जब हमारे पास यह x y औरz निर्देशांक प्रणाली है और अगर हमारे पास 𝑖̂ इस दिशा में है 𝑗̂ इस दिशा में और 𝑘̂ इस दिशा में तो फिर हम जानते हैं के 𝑖̂× 𝑗̂ 𝑘̂𝑗̂× 𝑘̂ 𝑖̂ 𝑘̂ × 𝑖̂ 𝑗̂ तोयह हम 𝑖̂𝑗̂ और 𝑘̂ के लिए जानते हैं बिल्कुल उसी प्रकार से 𝑏̂ 𝑡̂ 𝑛̂ यूनिट वेक्टर्स के लिए दाहिनी हाथ की प्रणाली को बनाते हैं तो फिर हम 𝑏̂ 𝑡̂× 𝑛̂ 𝑛̂ 𝑡̂× 𝑏̂𝑡̂ 𝑛̂ × 𝑏̂ को लिखने के काबिल बन सकेंगे तो यह इन 3 सदिश के लिए भी सही है तो मैं 𝑏̂ 𝑛̂ 𝑡̂ ले सकती हूं या मैं 𝑡̂ 𝑏̂ और 𝑛̂ को भी ले सकती हूं तो फिर उस मामले में यह उसी तरह का सूत्र हमें प्रदान करेगा तो इस तरह से नॉर्मल यूनिट नॉर्मल और बायनॉर्मल या यूनिट बायनॉर्मल यूनिट प्रिंसिपल नॉर्मल और यूनिट स्पर्श सदिश यह सभी एक दूसरे से संबंधित है और यह याद रखने के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण सूत्र है क्योंकि कई बार आपको स्पर्श और नॉर्मल दिए हुए हो सकते हैं और फिर आपको बाय नॉर्मल ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है तो पहले हम इस उत्तर का इस्तेमाल करेंगे फिर उसी प्रकार आपके पास बाय नॉर्मल और स्पर्श हो सकता है और आप से नॉर्मल को ज्ञात करने के लिए पूछा जा सकता है तो फिर हम इसी सूत्र का इस्तेमाल करें तोअब इसे चलता हुआ चतुष्फलकीय भी कहा जा सकता है तो ट्राईहैडरल माफ कीजिए चतुष्फलकीय तो इसे चलता हुआ चतुष्फलकीय कह सकते हैं तो यह गिनती में 3 है तो यह ट्राईहैडरल कहलाते है और अब हम यहां पर टॉर्शन का विषय आपके सामने रखेंगे तोटॉर्शनक्या है तो हमारे पास स्पर्श नॉर्मल और बाय नॉर्मल हैअब हम टॉर्शन का विषय आपके सामने रखेंगे तो एक अन्य विषय तो मैं यह सब चीजें आपके आगे क्यों रख रही हूं क्योंकि मैं धीरे धीरे सेरिट फ्रेंनेट सूत्र की तरफ बढ़ रही हूं तो हमारे पास यह 3 है अब हम टार्शन के विषय को आपके आगे रखेंगे तो ऊपर के संबंध में हमने इस संबंध 𝑏̂ 𝑡̂× 𝑛̂ की व्याख्या की तो हमने यह व्याख्या की के 𝑏̂ 𝑡̂× 𝑛̂ और जैसे कि 𝑏̂ एक यूनिट सदिश है dbds अगर 0 नहीं है तो पक्का 𝑏̂ पर परपेंडिकुलर होगा तोयह एक यूनिट सदिश है इसका मतलब इसका परिमाण 1 है परंतु अगर यह 0 सदिश नहीं है तो फिर उस मामले में 𝑑𝑏 𝑑𝑠 𝑏̂ का डेरिवेटिव चापलंब के संदर्भ से 𝑏̂ पर परपेंडिकुलर होगा और अगर मैं यहां पर लिख 𝑏̂ 𝑡̂× 𝑛̂ और अगर मैं इसको दोनों तरफ s के संदर्भ से डिफरेंटसिएट करती हूं तो फिर 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 𝑑𝑡̂ 𝑑𝑠 × 𝑛̂ − 𝑡̂× 𝑑𝑛̂ 𝑑𝑠 होगा तो मैं यहां पर 𝜅𝑛̂ लिख सकती हूं माफ कीजिए कापा एक अदिश मात्रा है 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 𝜅𝑛̂ × 𝑛̂ − 𝑡̂× 𝑑𝑛̂ 𝑑𝑠 अब 𝑛̂ × 𝑛̂ ⃗0⃗है क्योंकि मेरा मतलब 𝑎⃗ × 𝑎⃗ ⃗0⃗ तोमूल रूप से यह 0 है तो k गुना 0 फिर से एक 0 है अब हम इन्हे घटा देते हैं आप इन्हें −𝑡̂× 𝑑𝑛̂ 𝑑𝑠 में जमा कर दीजिए फिर भी यह वैसा ही रहेगा तोयहां पर हम 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 −𝑡̂× 𝑑𝑛̂ 𝑑𝑠 यह ज्ञात करेंगे तोयहां पर हम कह सकते हैं कि 𝑑𝑡̂ 𝑑𝑠 और यहां पर एक अंतर का चिन्ह क्यों है तो यहां पर अंतर का चिन्ह नहीं होना चाहिए तो यहां पर एक जमा का चिन्ह है जी हां तो यह 𝑡̂× 𝑑𝑛̂ 𝑑𝑠 है और फिर हमारे पास यह चीज होगी तो बेशक यह एक जमा का चिन्ह है अब इसका मतलबयहां पर हम लिख सकते हैं कि 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 𝑡̂ पर परपेंडिकुलर है क्योंकि 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 𝑡̂× 𝑑𝑛̂ 𝑑𝑠 है अब 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 और 𝑑𝑛̂ 𝑑𝑠 यह दोनों एक ही दिशा में है तोयहां इस सूत्र से हम कह सकते हैं कि 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 असल में 𝑡̂ पर परपेंडिकुलर है तो इससे हम यह लिख सकते हैं 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 𝑡̂ पर परपेंडिकुलर है परंतु हमें यहां पर यह भी बताया कि यह 𝑏̂ पर भी परपेंडिकुलर है तो यह 𝑏̂ पर परपेंडिकुलर है और यह 𝑡̂ पर परपेंडिकुलर है इसका मतलब यह 𝑛̂ के समानांतर है तोआपके पास एक सदिश है जोकि 𝑏̂ और 𝑡̂ दोनों पर परपेंडिकुलर है तोअगर यह 𝑏̂ और 𝑡̂ दोनों पर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब यह पक्का 𝑛̂ की दिशा में होगा क्योंकि 𝑛̂ एक सदिश है जोके 𝑡̂ और 𝑏̂ दोनों पर परपेंडिकुलर है तो हमारे पास 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 का 𝑛̂ के समानांतर होने के अलावा और कोई विकल्प नहीं है तो अगर यह 𝑛̂ के समानांतर है तो फिर मैं 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 −𝜁𝑛̂ लिख सकती हूंऔर वहां पर 𝜁 एक अदिश है जोकि वक्र का बिंदु P पर टार्शन है और इस मामले में हम अंतर का चिन्ह लेंगे और हम यहां ऐसा क्यों कर रहे हैं इसे मुझे कुछ अच्छे शब्दों में लिख लेने दीजिए तो अंतर का चिन्ह इसलिए लिया गया है क्योंकि जब 𝜁 पॉजिटिव है तो यह t नहीं बल्कि टाऊ है जब 𝜁 पॉजिटिव होता है तब 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 की दिशा −𝑛̂ होती है फिर जब P वक्र के साथ साथ पॉजिटिव दिशा में बढ़ता है 𝑏̂ 𝑡̂ के इर्द गिर्द बिल्कुल उसी तरह से घूमता है जैसे कि 𝑡̂ की दिशा में बढ़ते हुए दाहिनी हाथ की पेंच प्रणाली में होता है तो यह किसी मकसद के साथ लिया गया है क्योंकि 𝑡̂ की दिशा में यह लंबवत स्थिति को कायम रखता है और अगर आपके पास यह 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 −𝜁𝑛̂ है तो फिर उस मामले में यह मैं वक्र के साथ पॉजिटिव दिशा में तो फिर अगर बिंदु P वक्र के साथ साथ बढ़ेगा फिर 𝑏̂ 𝑡̂ के इर्द गिर्द घूमेगा बिल्कुल उसी तरीके से जैसे कि दाहिनी हाथ की पेच प्रणाली मैं होता है तो फिर यह जैसे कि हमने पहले भी बताया था एक दाहिनी हाथ की पेच प्रणाली बन जाएगी तो इसीलिए हमने यहां पर एक अंतर का चिन्ह लिया है तो हमारे पास 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 −𝜁𝑛̂ है और इसलिए हमने संक्षेप में बताने के लिए कई तरह के सूत्रों को निकाला है तो सबसे पहले हमने 𝑑𝑟⃗ 𝑑𝑠 𝑡̂ निकाला फिर हमने 𝑑𝑡̂ 𝑑𝑠 𝜅𝑛̂ को निकालाऔर फिर हमने 𝑑𝑏̂ 𝑑𝑠 −𝜁𝑛̂ को निकाला तोयह 3 महत्वपूर्ण सूत्र थे जो हमने आज निकाले अब अगली कक्षा में हम अंततः सेरिट फ्रेंनेट सूत्र को निकालने के योग्य बन जाएंगे हमें इन सूत्रों की आवश्यकता क्यों है यह देखने के लिए हम कुछ उदाहरणों पर भी काम करेंगे तोआज के लिए हम यही पर समाप्त करते हैं और आप ध्यान के लिए मैं आपका शुक्रिया करती हूं और अब अगली कक्षा में हम इसी विषय के साथ आगे बढ़ जाएंगे धन्यवाद